पिछली कक्षा में हम इस विशेष न्यूनीकरण समस्या के डुअल को देख रहे थे जब हमने डुअल की चर्चा शुरू की तो हमने सभी बाधाओं औ सभी चरों को ≥ 0 के कम या बराबर वाले सभी के साथ अधिकतमकरण की समस्या ली और डुअल एक न्यूनतम समस्या थी जिसमे सभी अवरोध अधिक या बराबर और सभी चर ≥ 0 थे इसके बाद हम अगला प्रश्न पोस्ट करते हैं अगर मुझे विभिन्न प्रकार की बाधाओं और विभिन्न प्रकार के चर के साथ समस्या है तो डुअल किस तरह दिखता है इसलिए यह समझाने के लिए कि हमने इस समस्या को देखा जो 3 अलग अलग प्रकार की बाधाओं के साथ एक न्यूनतम समस्या है जो हमारे यहाँ है एक समीकरण उससे कम या बराबर या उससे अधिक या इसके बराबर और हमारे पास 3 प्रकार के चर भी अधिक या बराबर थे चर और अप्रतिबंधित चर और उससे कम या उससे बराबर का चर अब हमने कहा कि हमें इसे एक ऐसे रूप में लाना है जो हमारे लिए आरामदायक हो जो अधिकतम का प्रकार सभी बाधाए कम या बराबर सभी चर के साथ और सभी चर अधिकतम या बराबर के साथ अधिकतम हो इसलिए हम पहले इन चर को फिर से परिभाषित करते हैं ताकि वे अधिक या बराबर प्रकार के हो जाएं तो X2 को X4 X5 के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था X3 को X6 के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था और हमें एक समस्या थी जो इस तरह से लिखी गई थी अब हमें पता चलता है कि यह 5X2 5X4 5X5 हो गया है और इसी तरह यह 8X3 8X6 बन गया है अब X6 ≥ 0 X4 X5 भी ≥ 0 है अब हम इसे उस रूप में लाए हैं जहां सभी चर आवश्यक प्रकार के हैं जो अधिक या बराबर है अब हमें इसे उस रूप में लाना है जहाँ सभी बाधाएँ आवश्यक प्रकार की हैं इसलिए हमने जो किया था हमने उसे बाधा से कम या बराबर बनाए रखा था हमने यहां 1 से गुणा किया हमने इसे 1 से गुणा किया 1 के साथ संपूर्ण बाधा ताकि हम उससे कम या बराबर हो जाएं 9 9 बन जाएगा हमने इसे भी 1 से गुणा कर दिया ताकि हम इससे कम या बराबर हो जाएं समीकरण को दो बाधाओं के रूप में लिखा गया था उसी बाएं हाथ ने ≥ 12 वही बाएं हाथ की ओर ≤ 12 हमने उससे कम या बराबर को बनाए रखा है हम इसे 1 से बड़ा या बराबर करते हैं इसलिए जब हमने वह सब किया जो हमें यह रूप मिला तो अब हमने एक ऐसे रूप में प्राइमल लिखा है जहाँ सभी चर कम या बराबर हैं अब सभी चर कम या बराबर हैं सभी चर अधिक या इसके बराबर हैं और सभी अवरोध कम या बराबर हैं अब हम इस फॉर्म के एक प्राइमल को ड्यूल लिखना जानते हैं और फिर हमने इस फॉर्म के प्राइमल को ड्यूल लिखा है लेकिन इस बीच क्योंकि हम सभी चरों को अधिक से अधिक या उसके बराबर लाए थे इसलिए हमने एक और चर को जोड़ा जो एक अतिरिक्त चर परिणामस्वरूप अप्रतिबंधित चर में हुआ हम सभी बाधाओं को कम या बराबर पर लाए इसलिए समीकरण में एक अतिरिक्त बाधा उत्पन्न हुई वहा एक कम या बराबर एक अधिक या बराबर था तो मूल और हम जरूर अधिकतम करने के लिए ऑबजेकटिव फ़ंक्शन को 1 से गुणा करें तो मूल समस्या में 3 चर और 4 बाधाएं हैं अब संशोधित समस्या में 4 चर और 5 बाधाएं हैं तो अब हम इस समस्या के डुअल के बारे में लिखते हैं मैंने यहाँ भी यही समस्या दिखाई है अब हम डुअल को लिख सकते हैं अब हम डुअल वेरिएबल Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5पेश करेंगे इसमें 5 ड्यूल वैरिएबल्स होंगे 4 प्राइमल वैरिएबल के समान 4 ड्यूल कंस्ट्रक्शन होंगे ये राइट हैंड साइड वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू बनेंगे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू बनेंगे तो डुअल ऐसा दिखेगा डुअल अब 5 वैरिएबल Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 के साथ एक न्यूनतम समस्या है इस के दाहिने हाथ की ओर के मूल्यों के साथ इन दाहिने हाथ की ओर मूल्यों के साथ ऑबजेकतिव फंक्शन के मूल्य बन जाते हैं अब ये ऑबजेकतिव फंक्शन मान दाहिने हाथ की ओर के मान बन गए हैं मैट्रिक्स का पुनरावृत्ति दोहराया गया है उदाहरण के लिए पहला अवरोध 4X1 4Y14Y2 7Y38Y4 3Y5 ≥ 8 होगा इसलिए हम इस तरह से डुअल लिख सकते हैं अब इस तरह से डुअल लिखने से हमें पता चलता है कि डुअल में अब 5 चर और 4 अवरोध हैं मूल समस्या में केवल 3 चर और 4 बाधाएं थीं इसलिए डुअल में 4 चर और 3 बाधाएं होनी चाहिए साथ ही मूल समस्याओं का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन डुअल के दाहिने हाथ की ओर होना चाहिए और इसी तरह इसलिए हमें अब इसे संशोधित करना होगा और इसे एक ऐसे रूप में लाना होगा जो पहले की तालिका के अनुरूप है जिसे हमने देखा है तो पहली बात जो हम इससे निरीक्षण करते हैं हम इन दो बाधाओं को देखते हैं हम इन दो बाधाओं को देखते हैं इन दो बाधाओं को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पहली बाधा को 1 से गुणा कर सकते हैं हम 2Y1 2Y25Y3 5Y47Y5 ≤ 5 प्राप्त करेंगे और यही बात अब ≥ 5 के रूप में एक और अड़चन है हम एक समीकरण प्राप्त करने के लिए इन दो बाधाओं का विलय कर सकते हैं तो यह डुअल है जिसे हमने लिखा था इसलिए इस डुअल में 5 चर और 4 अवरोध हैं इसलिए हमारे पास पहला अवलोकन है हमारे पास यह है डुअल के पहले अवरोध में दाहिने हाथ की तरफ 8 है इसलिए हम इस अवरोध को 1 से गुणा करके 8 तक लाने का प्रयास करते हैं इसलिए दाहिने हाथ की ओर का मूल्य सकारात्मक है दूसरा अवलोकन कि हमारे पास ये दो बाधाएं समान हैं इसलिए यदि हम इस पहली बाधा को 1 से गुणा करते हैं तो हमें 2Y1 2Y25Y3 5Y47Y5 ≤ 5 मिलेगा अगली चीज मे बाएं हाथ की तरफ ≥ 5 है हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं और उन्हें एक समीकरण में बना सकते हैं तो अब हम इन दो कामों को करते हैं इसलिए हमने अब इस तरह से 1 को गुणा करके पहले बाधा को इस तरह बदल दिया है तो 4Y1 4Y2 7Y3 8Y43Y5 ≤ 8 और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इस बाधा के साथ इस बाधा को गुणा किया जाता है इस बाधा को 1 से कम या बराबर में गुणा किया जाता है और फिर अगले एक के साथ विलय कर 2Y1 2Y25Y3 5Y47Y5 5 दिया जाता है

यह बाधा बरकरार है क्योंकि दाहिने हाथ की ओर का मूल्य 4 है इसलिए हमारे पास 4 है इसे बरकरार रखा गया है इसलिए अब हमने जो हासिल किया है हमने एक काम किया है जहाँ पर राइट हैंड साइड वैल्यू 8 5 और 4 में प्लस साइन के साथ हैं और ये दिए गए मूल समस्या के ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान हैं फिर जब हम इस पर एक नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम इस चर Y4 को देखते हैं तो हमने महसूस किया कि सभी 3 गुणांक चर Y4 और Y4 ≥ 0 के लिए ऋणात्मक हैं इसलिए अब हम Y4 को दूसरे चर से बदल सकते हैं इसे Y6 कहें और फिर हम इस चर को ≤ 0 कर सकते हैं इसलिए कि ऑबजेकटिव फंक्शन बाधा गुणांक सभी सकारात्मक हैं तो हम ऐसा करते हैं हम अगला करते हैं अब आप देखते हैं कि माइनस 8Y4 8Y6 5Y4बन गया है 5Y6 और इसी तरह Y6 ≤ 0 हो गया है Y6 ≤ 0 हो गया है 10Y4 10Y6 बन गया है दूसरी बात जो हम यहां देखते हैं वह है हम 4Y1 4Y2 2Y1 2Y2 8Y1 8Y2 देखते हैं अब Y1 Y2 को एक साथ बांधा जा सकता है और एक अप्रतिबंधित चर के रूप में बनाया जा सकता है तो हम एक Y7 पेश करते हैं जो एक अप्रतिबंधित चर बन जाता है अब हमारे पास न्यूनतम 12Y7 है क्योंकि Y1 Y2 अप्रतिबंधित चर 12Y7 9Y3 10Y6 7Y5 है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास सभी बाधा गुणांक अब सकारात्मक संख्याएं हैं अब डुअल के यहाँ बाधा मैट्रिक्स दी गई मूल समस्या के ठीक विपरीत है दाहिने हाथ की ओर ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान हैं लेकिन इस प्रक्रिया में Y7 को अप्रतिबंधित चर के रूप में पेश किया जा रहा है अब यहाँ से हमने एक अप्रतिबंधित चर का परिचय दिया है तो चर की संख्या 1 से कम हो जाती है हम 2 बाधाओं को एक समीकरण में मिला देते हैं जहां बाधाओं की संख्या 1 से कम हो जाती है अब डुअल में 4 चर और 3 बाधाएं हैं मूल प्राइमल में 3 चर और 4 बाधाएं थीं तो केवल एक चीज जो बनी हुई है हमारे पास अधिकतम प्राप्त करने के लिए सभी नकारात्मक गुणांकों के साथ न्यूनतम 1 से गुणा करना है और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह मिलता है तो हमने अधिकतम 12Y79Y310Y67Y5 और इसी तरह से अगली बात जो हम करते हैं हम बस चर का नाम बदलकर सुसंगत होने के लिए करते हैं जिसे हम Y1 Y2 Y3 Y4 कहते हैं तो Y7 Y1 बन जाता है Y3 Y2 बन जाता है Y6 Y3 बन जाता है Y5 Y4 बन जाता है और इसे इस तरह से फिर से लिखा जाता है तो डुअल अब 4 चर और 3 बाधाओं के साथ एक अधिकतम समस्या है अब हम वापस जाते हैं और इसकी तुलना मूल प्राइमल के साथ करने की कोशिश करते हैं जिस समस्या के साथ हमने शुरुआत की थी और मूल प्राइमल इस तरह है अब हम एक मैपिंग कर सकते हैं जो हमने पहले देखा था अब हम उस मैपिंग को कर सकते हैं जो अब हमें पता चलता है कि मूल प्राइमल न्यूनतम समस्या है यह डुअल समस्या है मूल प्राइमल में 4 बाधाएं हैं डुअल में 4 वैरिएबल Y1 से Y4 हैं 3 बाधाएं में ओरिजिनल प्राइमल में 3 वैरिएंट्स हैं 3 फंक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 8 5 हैं और 4 राइट हैंड साइड वैल्यू 8 5 और 4 हैं प्राइमल के दाहिने हाथ का मान 12 9 10 और 7 है 12 9 10 और 7 का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन है दी गई मैट्रिक्स यहाँ है ट्रांसपोज़ यहाँ 4 2 8 पंक्ति है 4 2 8 एक कॉलम है इसलिए हमारे पास एक समान है फर्क सिर्फ इतना है अब हमें यह देखना है कि इन संकेतों का क्या होता है ये इन असमानताओं के संकेत कैसे हैं ये कैसे हैं ये संकेत किस तरह से हैं और ये संकेत कैसे हैं ये संकेत किस तरह से प्राइमल से रिलेटेड हैं केवल वही चीज जो बनी हुई है जिसे हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमें कोई भी प्राइमल दिया जाए तो हम बस लिख सकते हैं कि प्राइमल न्यूनतम है आप एक अधिकतम लिख सकते हैं आप चर का परिचय दे सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय इसके कि इन 3 चीजों को भरना है और ये 4 चीजों को भरना पड़ता है तो हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किसी विशेष बाधा की असमानता या समीकरण क्या है और किसी विशेष चर का संकेत क्या है जो कि हमें करने की आवश्यकता है अब यह करने के लिए कि हम इसे फिर से देखें इस तालिका में हम पहले ही देख चुके हैं यदि प्राइमल अधिकतम है तो डुअल एक अधिकतम और इसके विपरीत है प्राइमल के चर की संख्या डुअल की बाधाओं की संख्या के बराबर होती है प्राइमल की बाधाओं की संख्या डुअल के चर की संख्या के बराबर होती है प्राइमल का दाहिना हाथ डुअल का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन बन जाता है प्राइमल का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन दाहिने हाथ की ओर डुअल हो जाता है ए मैट्रिक्स एक बाधा गुणांक मैट्रिक्स ट्रान्स्पोज़ बन जाता है जो हम पहले ही देख चुके हैं अब यह एक नई चीज है जिसे हम अब देखने जा रहे हैं अब यह देखने के लिए हम पिछले संदर्भ समय 1534 पर वापस जाते हैं जहां प्राइमल एक न्यूनतम समस्या है डुअल एक अधिकतम समस्या है अब प्राइमल में पहले बाधा एक समीकरण है अब याद रखें कि यहां 4 बाधाएं हैं इसलिए यहां 4 चर हैं यहां 3 चर हैं यहां 3 बाधाएं हैं तो बाधा और चर के बीच एक संबंध है और चर और बाधा के बीच संबंध है तो हम देखते हैं कि पहला बाधा एक समीकरण है पहला बाधा एक समीकरण है पहला चर साइन में अप्रतिबंधित हो जाता है पहला दूसरा चर साइन में अप्रतिबंधित है दूसरा बाधा एक समीकरण बन जाता है तो इस समीकरण और अप्रतिबंधित चर के बीच एक संबंध है इसलिए यदि ith बाधा प्राइमल मे एक समीकरण है तो ith चर डुअल में अप्रतिबंधित हो जाएगा यदि jth वैरिएबल को प्राइमल में अप्रतिबंधित किया जाता है तो jth बाधा डुअल में एक समीकरण होगा यह भी समझ में आता है क्योंकि यदि उदाहरण के लिए यदि हमने रूपांतरण प्रक्रिया में इस समीकरण को देखा तो हमने लिखा कि इस समीकरण में दो अड़चनें हैं अब इन दो बाधाओं के परिणामस्वरूप डुअल में दो चर थे जो बाद में और अप्रतिबंधित चर में विलय कर दिए गए थे इसलिए एक समीकरण अवरोध का परिणाम अप्रतिबंधित चर में होता है अप्रतिबंधित चर का दो चर में विस्तार हुआ और फिर यह दो अवरोध बन गए और इन दो बाधाओं को एक समीकरण में मिला दिया गया इसलिए अप्रतिबंधित चर एक समीकरण बाधा से के समान है जिससे कि हम संबंध आराम से जान सकते हैं दूसरी बात न्यूनतमकरण में है पहला चर ≥ 0 है अधिकतम डुअल में पहला अवरोध कम या इसके बराबर है न्यूनतम में तीसरा चर कम या बराबर के बराबर होता है अधिकतमकरण में तीसरा अवरोध अधिक या उसके बराबर होता है न्यूनतम प्राइमल में दूसरा अवरोध अधिक या उसके बराबर होता है यहाँ दूसरा चर उससे अधिक या उसके बराबर होता है इसलिए उस संबंध को हमें समझने की आवश्यकता है अब हम उस संबंध को यहाँ साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अगर अब जो भी समस्या को प्राइमल के रूप में दिया जाता है तो हमारे उदाहरण में न्यूनतम समस्या ही मौलिक समस्या थी इसलिए यह हिस्सा अब हमारी चर्चा का विषय बन गया है इसलिए यह भाग हमारी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है यह हमारी चर्चा के लिए डुअल होगा क्योंकि हमारी न्यूनतम मूल समस्या दी गई समस्या एक न्यूनतम समस्या है तो अगर प्राइमल एक न्यूनतम समस्या है अगर मेरे पास चर से अधिक या बराबर है तो संबंधित डुअल बाधा बाधा से कम या बराबर होगी यदि मेरे पास एक कम या बराबर चर में एक न्यूनतम प्राइमल है तो परिक्षेप बाधा इससे बड़ा या इसके बराबर होगा इसी तरह अगर मेरे पास अधिक या बराबर बाधा न्यूनतम प्राइमल मे है तो डुअल में संगत चर इससे अधिक या उसके बराबर होगा यदि मेरे पास कम या बराबर बाधाए न्यूनतम प्राइमल मे है तो संबंधित चर कम या बराबर होगा वैकल्पिक रूप से यदि प्राइमल अधिकतम होता है और यदि मेरे पास कम या बराबर बाधा है तो डुअल में संबंधित चर वैरिएबल की तुलना में अधिक या बराबर होगा अब हम जिस तरह से समझाते हैं वह दूसरे अवरोध में है अधिकतम प्राइमल में एक कम या बराबर बाधा तो दूसरा चर न्यूनतम डुअल में चर से अधिक या बराबर होगा इसलिए यदि मेरे पास अधिकतम प्राइमल में बाधा से अधिक या बराबर है तो संबंधित चर कम या बराबर प्रकार का होगा इसी तरह यदि मेरे पास अधिकतम प्राइमल में अधिक या बराबर चर है तो बाधा न्यूनतम डुअल में अधिक या बराबर होगी और अगर मेरे पास अधिकतम प्राइमल में कम या बराबर रूप मे चर है तो मेरे पास न्यूनतम मे कम या बराबर बाधा होगी अब इन 4 चीजों को हमें याद रखने की आवश्यकता है जब हम प्राइमल और डुअल लिखते हैं तो एक तरीका उन्हें याद रखने का है दूसरा तरीका यह भी कहना है कि किसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में हमारे पास अधिक या बराबर चर एक अच्छा चर है जिसके साथ हम सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म शुरू कर सकते हैं न्यूनतम समस्या के लिए आमतौर पर हम बाधाओं के उससे अधिक या बराबर को सही प्रकार की बाधा के रूप में पाते हैं और अधिकतम समस्या के लिए हम कम या बराबर बाधाओं को सही प्रकार बाधाए पाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि सही चर सही प्रकार के चर के साथ मेल करेगा और सही बाधा सही प्रकार की बाधा के साथ मेल खाएगी उदाहरण के लिए अधिक या उससे कम की अधिकतम समस्या एक सही प्रकार की बाधा है तो अधिक या बराबर चर एक सही प्रकार का चर है जो अधिक से अधिक या इसके बराबर अधिकतम के लिए आएगा एक बहुत ही सही प्रकार की बाधा नहीं है आमतौर पर आपके पास वहाँ कम या बराबर बाधाए है तो न्यूनतम इसके विपरीत होगा यह चर से कम या बराबर होगा इसी तरह अधिक या बराबर चर एक सही प्रकार का चर है इसलिए अधिक या बराबर बाधा न्यूनतम करने के लिए एक सही प्रकार की बाधा है तो चर का सही प्रकार एक सही प्रकार की बाधाओं के लिए मैप करेगा और एक वांछनीय प्रकार का चर एक वांछित प्रकार के बाधाओं के लिए मैप करेगा तो इस तरह से इन दोनों तालिकाओं का उपयोग करके हम किसी दिए गए प्राइमल के लिए प्राइमल डुअल लिख पाएंगे तो अब हमें अगले प्रश्न का उत्तर देना है कि डुअल क्या है क्या समझा गया है और किसी दिए गए प्राइमल के लिए डुअल लिखना सीख गए है हमें अगला प्रश्न पूछना होगा कि डुअल महत्वपूर्ण क्यों है आखिर इन दो समस्याओं के बाद एक दूसरे से आता है और वे अन्यथा कैसे संबंधित हैं इसलिए अब हम जिसे प्राइमल डुअल रीलैशनशीप कहते है और कुछ परिणाम और प्रमेय के माध्यम से आगे के डुअल को समझते हैं जिसे हम अगली कक्षा में देखेंगे